डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के 22वें व्याख्यान में आपका स्वागत है हम लोग एप्लीकेशन के बारे में उसके डिजाइन और डेवलपमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे आज उसका दूसरा भाग है पिछले व्याख्यान में हमने एप्लीकेशन प्रोग्राम और उपयोगकर्ता के इंटरफ़ेसेज का परिदृश्य देखा और वेब के आधारभूत सिद्धांतों को विशेष रुप से सर्वलेट और जेएसपी को देखा वर्तमान व्याख्यान में हम तीन परत वाले आर्किटेक्चर को थोड़ा और विस्तार से देखना चाहेंगे और त्वरित एप्लीकेशन विकास को देखेंगे कि जल्दी से एप्लीकेशन बनाने के लिए किस प्रकार की सहायता उपलब्ध है फिर हम संक्षिप्त में यह भी देखेंगे की एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस और सुरक्षा कैसे हो और अंत में हम यह भी चर्चा करेंगे कि एक मोबाइल ऐप में और एक वेब आधारित डेटाबेस एप्लीकेशन में क्या समानताएं हैं पांच भागों में रूपरेखा यह है तो एप्लीकेशन संरचना के रूप में हमारे पास फिर से प्रस्तुति परत है उपयोगकर्ता का इंटरफ़ेस है व्यवसाय लॉजिक परत है और डाटा एक्सेस परत है फ्रंट एंड मध्यम परत और बैक एंड अब प्रस्तुति परत या उपयोगकर्ता का इंटरफेस जो सामान्यतया एप्लीकेशन उपयोग में लेती है इसे एमवीसी संरचना मैं मॉडल एक तरह का व्यवसाय लॉजिक है जोकि फ्रंटएंड की सूचना द्वारा बनता है व्यू जो की अलग अलग घटनाओं को ग्रहण करता है और कार्य निष्पादित करता है आदि आदि अब हम अन्य परतो पर जाएंगे यहां हम इस फ्लो तक आता है जोकि आधारभूत रूप से अलग अलग घटनाओं को नियंत्रित करता है तो कंट्रोलर जानता है कि इसको अब यह निर्णय लेना है कि इस इनपुट डाटा पर क्या कार्य करना है तो यह इसे मॉडल पर भेजता है जोकी व्यवसाय लॉजिक है व्यवसाय लॉजिक मॉडल इसे अच्छे से जानता है यहां पर एक एप्लीकेशन है जोकि बिजनेस लॉजिक को समझती है बिजनेस लॉजिक जिसकी आवश्यकता है वह यह है कि हमारे पास एक पासवर्ड है और अब एक यूजरनेम है हमें यह निर्धारित करना है कि यह उपयोगकर्ता या यूजर एक वैध यूज़र है या फिर उसे लॉगइन करने की अनुमति देनी है या नहीं तो मॉडल को यूजर डाटा जांचना है यूजर आईडी और पासवर्ड का डाटा डेटाबेस से आएगा तो यह इस रिक्वेस्ट को डाटा एक्सेस परत पर भेजते हैं और डाटा एक्सेस परत आगे डेटाबेस को एक्सेस करती है डाटा एक्सेस परत को आप कुछ कुछ एसक्यूएल क्वेरी परत के जैसे समझ सकते है यहां पर आपको क्वेरी बनानी होती थी जैसे कि सेलेक्ट इसके बाद डाटाबेस मॉडल पर आता है पर मॉडल इसे कंट्रोल पर भेजता है कि यह ठीक है और मुझे यह यह मिला है तो यह बनाया हुआ डाटा परिणाम है उस रिक्वेस्ट का जो हमने भेजी थी तो यह कहता है कि अच्छा हमें यह मिला है और इसीलिए हमने यह मेल ढूंढ कर निकाले हैं जो वहां थे या फिर यह कहता है की ऑथेंटिकेशन संभव नहीं है यह एक त्रुटि सूचना देता है और इसे कंट्रोलर पर भेजता है कंट्रोलर जानता है कि इसे एक उत्तर बनाना है कंट्रोलर इसे एमवीसी के व्यू के पास भेजता है जहां पर हम एचटीएमएल बनाते हैं और वापस भेजते हैं तो व्यू एचटीएमएल बनाता है और वापस भेजता है कंट्रोलर के पास अब उत्तर है जो यह इंटरनेट के माध्यम से वापस वेब ब्राउज़र को भेजता है तो हम अपने इनबॉक्स में देख पाते हैं और सारे मेल यहां पर हैं तो यह पूरा फ्लो है तो यहां से शुरू हो रहा है इसके द्वारा जा रहा है वापस आ रहा है यहां जा रहा है वापस यहां जा रहा है और यह पूरा रास्ता रिक्वेस्ट रिस्पांस जोकि एचटीटीपी के द्वारा वेब एप्लीकेशंस वातावरण में जाती है यही तरीका है जिससे एप्लीकेशन संरचना से काम करने की आशा की जाती है यहां मैंने एक छोटी टेबल बनाई है जिसमें मैं अलग अलग गतिविधियां दिखा रहा हूं जो कि प्रेजेंटेशन लॉजिक और डाटा परत पर अलग अलग सामान्य एप्लीकेशंस में होती है उदाहरण है वेबमेल जैसे कि गूगल प्रस्तुति परत पर आप इस तरह के कार्य करेंगे जैसे कि लॉगइन करना मेल की सूची बनाना इनबॉक्स देखना कुछ भेजना आउटबॉक्स देखना मेल लिखना आदि आदि हम मेल फिल्टर भी लिख सकते हैं जिससे अलग अलग मेल जांच सकते हैं यह सब होता है उदाहरण के तौर पर अगर आप फिल्टर की बात करें तो यह जावास्क्रिप्ट में ही होते हैं जो कि ब्राउज़र में काम करती है लॉजिक उपयोगकर्ता का ऑथेंटिकेशन करेगा मेल सर्वर से संबंध बनाएगा क्योंकि मेल एक अलग सर्वर से आने वाला है वह डेटाबेस में टाइप किए हुए नहीं रखे हुए हैं और फिर यूज़र इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन और डेटा की तरफ आपके पास अलग अलग तरह की टेबल होंगी जोकि मेल उपयोगकर्ता को दिखाती हैं उपयोगकर्ता जैसे कि आप और मैं जो कि सभी जीमेल के उपयोगकर्ता है हम सबकी एड्रेस बुक अलग अलग मेल आदि आदि क्योंकि हमें मेल भेजने प्राप्त करने ऐड्रेस बुक को संभालने आदि आदि की सुविधाएं देता है इसी प्रकार से मैंने नेट बैंकिंग की एप्लीकेशन सूचीबद्ध की है जहां हम अपनी शेष राशि जांच सकते हैं लेन देन कर सकते हैं या फिर एक समय सारणी जहां पर आप भिन्न भिन्न अध्यापकों द्वारा लिए गए भिन्न भिन्न विषयों की समय सारणी बना सकते हैं अगर आप एक एप्लीकेशन के बारे में सोच सकते हैं तो आप इसे प्रेजेंटेशन लॉजिक और डाटा लेयर से संबंधित कर पाएंगे आप जानते हैं कि आप उपयोगकर्ता की तरफ क्या चाहते हैं वह प्रस्तुति परत है आप पैकेट मैं क्या चाहते हैं जो डाटा में हैं इस तरह की टेबल या जो भी डेटाबेस आप रखना चाहते हैं व्यवसाय लॉजिक की यह एप्लीकेशन किस प्रकार वास्तव में आपको परिणाम देगी विशेष रूप से व्यवसाय लॉजिक परत पर आते हैं जो कि एक ऊपरी परिदृश्य देता है अलग अलग एंटिटीज का जैसे कि विद्यार्थी अध्यापक विषय मेल आपके खाते उनमें शेषराशि आदि आदि और उसके साथ व्यवसाय के नियम भी आएंगे जो इन्हें लागू करेंगे एक विद्यार्थी एक कक्षा में नामांकन तभी कर सकता है जब उसने सारी पूर्व निर्धारित शर्तें पूरी कर ली हो आप एक खाते से दूसरे खाते में धन भी तभी भेज सकते हैं अगर आपके पास भेजने का अधिकार हो आपके पास पर्याप्त शेष राशि हो जो कि आपके खाते में से कटेगी आदि आदि तो यह अलग अलग तरह के व्यवसाय के उपकरण है जिन को बिजनेस लॉजिक परत पर लगाया जाएगा और यह वर्कफ्लो की सहायता करेंगे जो की कोई कार्य कैसे होगा उस को परिभाषित करता है जिसमें कई प्रतिभागी हो सकते हैं तो यह याद रखेगा कि सारे प्रतिभागी आवश्यक नहीं है कि मनुष्य ही हो कुछ मनुष्य भी हो सकते हैं कुछ अन्य मशीनें या एप्लीकेशन भी हो सकती हैं तो यह आपको वर्कफ्लो देता है आप मेरे द्वारा बताई गई तीनों एप्लीकेशन को देखें तो आप पाएंगे कि हर जगह पर वर्कफ्लो है आप अपना मेल चेक करना चाहते हैं तो कुछ चरण है जैसे कि इनबॉक्स पर जाएं और उस विशेष मेल को चुने उसकी बॉडी देखें और यदि उसका उत्तर देना चाहते हैं तो उसे चुने फिर आपको एक नया फॉर्म मिलेगा जिसमें आप अपना उत्तर लिख सकते हैं उसी फॉर्म में आपको अपना वास्तविक मेल भी दिखेगा आदि आदि इस प्रकार से व्यवसाय लॉजिक परत इस तरह के वर्क क्लॉक को सहायता करती है निश्चित रूप से अब आप समझ गए होंगे कि फ्रंटेंड पर किस तरह की भिन्न भिन्न भाषाएं और मॉडल है स्वाभाविक तौर से फ्रंट एंड पर काम करने के लिए एचटीएमएल प्रेजेंटेशन की कोशिश करती है जावास्क्रिप्ट इसमें अंतर्निहित होती है और बैक एंड पर डाटा के लिए डेटाबेस है और एसक्यूएल क्वेरी है तो यह एक रिलेशनल मॉडल है पर बीच में क्या होता है बिजनेस परत में क्या होता है जो इन्हें जोड़ता है अब स्वाभाविक रूप से आप जटिल बिजनेस उपकरण बिजनेस परत में लिख सकते हैं उदाहरण के तौर पर समय सारणी वाली एप्लीकेशन में हमारे पास एक जटिल एल्गोरिथ्म होगी मैं जानता हूं की किस प्रकार से कक्षा कक्षों का आवंटन कालांशो का निर्धारण अध्यापकों को विषयों का आवंटन और कक्षा कक्षों की उपलब्धता पर निर्भर करता है आदि अक्सर बिजनेस लॉजिक को कुछ सरल उच्चतर भाषाओं जैसे की सी प्लस प्लस और जावा में लिखने में सहूलियत होगी आप लोग अपने सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकी के अनुभव से जानते होंगे की अगर आपके पास ऑब्जेक्ट बेस्ड भाषा है तो उसमें इसे करने में बहुत आसानी रहेगी इसका अर्थ यह हुआ की इधर आपके पास आपकी रिलेशनल डेटाबेस में स्टूडेंट नाम की कोई एंटिटी है उसमें एक स्टूडेंट नाम की क्लास होगी तो स्टूडेंट के नाम से जाना जाता है ऑब्जेक्ट्स को कहीं टपल्स के साथ कई रिलेशंस में जोड़ा जा सकता है और उसे अलग तरीके से देखा जा सकता है तो इस मेंपिंग के द्वारा हम एक आभासी दृश्य बना सकते हैं बिजनेस लॉजिक परत में वह भी बिजनेस लॉजिक की उस भाषा में जो आप देख रहे हैं बेशक ऐसे मॉडल बनाने के प्रयास किए गए हैं जो कि रिलेशनल मॉडल हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस कहां जाता है इनमें से कुछ सफल भी हुए हैं पर व्यवसायिक तौर पर वह वास्तव में सफल नहीं हुए तो हम एसक्यूएल के साथ काम करते रहते हैं डेटाबेस के स्तर पर रिलेशनल डेटाबेस से और हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि सी प्लस प्लस और जावा द्वारा मध्यम स्तर पर ऑब्जेक्ट बेस्ट मॉडल को बिजनेस लॉजिक में और ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग से हम समस्याओं का निराकरण करते रहते हैं तो यहां पर मैंने आपको बिंदु बताएं कि क्या होता है ऑब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं एप्लीकेशन सेशन खोलती है जो डेटाबेस से जुड़ता है क्योंकि हमें डाटा डेटाबेस से लेना है और ऐसे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो कि डेटाबेस के लिए सुरक्षित बनाए जा सकते हैं यह डेटाबेस से निकाले जा सकते हैं नए ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं और डेटाबेस में उचित टपल्स बनाए जा सकते हैं तो यह द्वी गामी ट्राफिक है जो चलता रहता है जहां बिजनेस लॉजिक एंटिटीज को ऑब्जेक्ट की भांति देखती रहेंगी और डेटाबेस परत उनको टप्पल की भांति रिलेशनल डेटाबेस में देखती रहेगी तो कई वेब एप्लीकेशंस बनाई जा रही हैं आप उनमें से कई कुछ से अवगत होंगे पर अभी हम उनमें गहराई से नहीं जाएंगे पर मैं इतना जरूर कहूंगा की वेब सर्विसेज एक ऐसा माध्यम है जिससे आप दूर किसी सर्वर से रिमोट प्रोसीजर कॉल के माध्यम से डाटा एक्सेस कर सकते हैं आजकल इसके लिए बहुत ही साधारण तरीका रेस्ट अपनाया जाता है जोकि निर्धारित एचटीटीपी यूआरएल द्वारा रिक्वेस्ट और रिस्पांस भेजने देता है आजकल कई सर्विस इसी पर आधारित हैं इसमें बड़े बड़े नाम हैं जो आपने सुने होंगे परंतु मैंने इनको यहां इसीलिए बताया क्योंकि यह संबंधित है परंतु हम इनमें इस विषय में गहराई में नहीं जाएंगे अब हम एप्लीकेशंस को वास्तव में कैसे बनाते हैं उस पर आते हैं अब यह कोई सरल काम नहीं है वेब एप्लीकेशन बनाने हेतु यहां पर हमें कई चीजों को देखना होगा आजकल के वेब की कार्य करने की पद्धति का अनुकरण करना होगा आपको कई तरह की विधियां चाहिए जिससे कि एप्लीकेशन की गति बढ़े तो यह उसके साथ है अगर आप सोच सकते हैं कैसे डेवलपमेंट के काम को और एप्लीकेशन डेवलपमेंट को जैसे कि सी सी प्लस प्लस और जावा एप्लीकेशंस की गति बढ़ाने के लिए क्या क्या किया गया है स्वाभाविक तौर से एक तरीका तो यह है कि हम फंक्शन लाइब्रेरी का उपयोग करें जिसमें उपयोगकर्ता के इंटरफेस से संबंधित काम जैसे कि बटन आपको सरल तरीके से बनाने में हटाने में पढ़ने में और बदलने में मदद करता है अगर आप डेटाबेस एप्लीकेशन को देखें या सामान्य एप्लीकेशंस को देखें तो सारी एप्लीकेशन कम से कम इतना तो करेगी कि वह डाटा बना पाए पढ़ पाए उनको बदल पाए या हटा पाए यह सब आप त्वरित रूप से रुबी ओं रेल्स पर कर सकते हैं अगर आप वास्तव में डेटाबेस डेवलपमेंट को देख रहे हैं तो अपने आप को त्वरित एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस से अवगत कराएं कई दूसरे फ्रेमवर्क भी उपलब्ध हैं जिनमें एक और बहुत लोकप्रिय है और बहुत जगह काम में लाया जाने वाला फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट संबंधित है दुर्भाग्य से यह पोर्टेबल नहीं है क्योंकि यह माइक्रोसॉफ्ट का प्रोपराइटरी है जहां पर आप डॉट नेट फ्रेमवर्क जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है उसे उपयोग में ला सकते हैं जो आपको सहायता करता है कई तरह के रिसोर्सेज और लाइब्रेरी को जो कि पहले से ही वहां पर हैं जैसे कि हमने बात की थी जे एस पी की यहां पर ए एस पी डॉट नेट को जिसको एक्टिव सर्वर पेजेज डॉट नेट फ्रेमवर्क भी कहा जाता है जो बहुत सारे कंट्रोल आपको प्रदान करता है और आपके पास बहुत ही शक्तिशाली आईडीई विजुअल स्टूडियो के रूप में है जो की प्रोपराइटरी होने के कारण आपको लाइसेंस भी खरीदना होगा और आपको इसका भुगतान करना होगा बहुत बार कई एप्लीकेशन डेवलपर इस स्थिति में नहीं होते हैं की इसे खरीद सके या पसंद कर सके इस कारण से स्वाभाविक तौर से आपने भी एप्लीकेशंस बनाई हैं आपको इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बहुत ध्यान रखना होगा कि हम सब त्वरित परिणाम चाहते हैं यदि मैं अपनी जीमेल एप्लीकेशन में लॉगिन करता हूं तो मैं चाहूंगा कि जैसे ही मैं सबमिट का बटन दबाउ तो करीब 2 सेकंड बाद मेरा इनबॉक्स मुझे मेरे ब्राउज़र में दिख जाए मैं 2 मिनट 3 मिनट या फिर 5 मिनट के लिए प्रतीक्षा करने के लिए तैयार नहीं हूं इन एप्लीकेशंस को बनाते समय आपको यह अनुमान लगाना होगा कि यह कब कब उपयोग में लाई जाएगी ऐसे कितने उपयोगकर्ता होंगे जो इसे प्रतिदिन उपयोग में लेंगे आपकी अपेक्षित हिट रेट क्या है जब इसे अधिकतम उपयोगकर्ता एक साथ उपयोग में ला रहे हो तब आप इसकी अनुमानित रिक्वेस्ट प्रति सेकंड जान सकते हैं जो आपके सर्वर पर आएंगी इनका प्रदर्शन सुधारने के लिए कई तरह की तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हैं कैशिंग बनाते हैं तो जब एक ही प्रकार की रिक्वेस्ट भविष्य में वापस आती है तो उसके लिए वापस परिणाम की गणना करना आवश्यक नहीं है आप कैश डाटाबेस क्वेरी इसके माध्यम से भी किया जा सकता है या फिर उत्पन्न हुई एचटीएमएल की कैशिंग द्वारा भी किया जा सकता है यह क्लाइंट के नेटवर्क की तरफ भी किया जा सकता है जहां कैशिंग वेब प्रोक्सी द्वारा की जाती है स्पष्ट रूप से अगर आप कैशिंग का प्रयोग प्रदर्शन सुधारने के लिए कर रहे हैं तो आपको वेब की डायनामिक्स को गहराई से समझना होगा क्योंकि अगर आप कैश कर रहे हैं तो एक संभावना है कि यदि कोई रिक्वेस्ट भेज रहा है तो रिस्पांस भी समान नहीं होगा पहले से जब पिछली बार इस परिणाम की गणना की गई और उसे कैश किया गया तो जब आप कैश की हुई सूचना भेज रहे हैं तो हो सकता है आप पुरानी सूचना भेज रहे हो उदाहरण के तौर पर ऐसा संभव है यदि आप नेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन चेक कर रहे हैं और आपने पैसे भेजे हैं और आप अपना अकाउंट ट्रांजैक्शन इस एक ट्रांसफर के बाद चेक कर रहे हैं तो आप कैश किये हुए पेज की अपेक्षा नहीं करेंगे जबकि यदि आप आईआईटी खड़कपुर देखेंगे क्योंकि यहां पर बहुत जल्दी परिवर्तन की संभावना नहीं है तो यह अलग अलग कारक है प्रदर्शन सुधारने के भिन्न भिन्न कारण या अवरोध क्या है या प्रदर्शन कैसे सुधारें यह हमारे इस व्याख्यान की सीमाओं में नहीं है पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप इन विषयों पर संवेदनशील बने दूसरा बहुत गहरी आवश्यकता इन एप्लीकेशंस के बारे में इनकी सुरक्षा को लेकर है क्योंकि यह बहुत ही जटिल विषय है और दूसरे कई विषय हैं जो इससे जुड़े हुए हैं इसीलिए मैं उनमें से कुछ ही पर बात कर रहा हूं इनमें से कईयों में दूसरे क्षेत्रों का भी ज्ञान आवश्यक है विशेष रुप से सुरक्षा के क्षेत्र में और एंक्रिप्शन के क्षेत्र में आदि आदि एक जो कि बहुत सामान्य है एसक्यूएल क्वेरीज के लिए जिसे एसक्यूएल इंजेक्शन तो क्वेरी का वास्तविक मतलब कुछ और हो और इस क्वेरी का अर्थ कुछ पढ़ने से हो कुछ बदलने से हो और एक अलग तरह का परिणाम देने वाला हो यहां पर मैंने संक्षिप्त रूप से उन विषयों पर प्रकाश डाला कुछ और भी सुरक्षा के विषय हैं जैसे कि पासवर्ड का पता चलना जैसे कि एक ही पासवर्ड पर कई महत्वपूर्ण चीजें आधारित हो या पासवर्ड किसी को पता चल जाए क्योंकि यह साझा किया हुआ है या किसी हैकर द्वारा बीच में ही तोड़ निकाल लिया गया है तो इस प्रकार से आपके पास कई समस्याएं हैं तो आपको यह निश्चित करने की आवश्यकता है की पासवर्ड जो आप भंडारित कर रहे हैं उनको आप एंक्रिप्टेड रूप में ही करें आपने अब से 2 वर्ष पूर्व तक जरूरी है देखा होगा कि आप सीधा लॉगिन कर सकते थे पहले केवल एक पासवर्ड ही पर्याप्त था लेकिन अब कई ट्रांजैक्शंस में उदाहरण के तौर पर अगर आप नेट बैंकिंग एप्लीकेशन पर लॉगिन हैं तो अक्सर आपसे अतिरिक्त सूचना मांगी जाती है या आपसे ऑथेंटिकेशन के लिए ओटीपी भी कहा जाता है आदि आदि यह बहुत सामान्य है क्योंकि आप जानते हैं एकल ऑथेंटिकेशन आशंका भरा है आप आएंगे कि कुछ कुछ नेट बेंकिंग एप्लीकेशन उदाहरण के लिए अगर आप पैसों का लेनदेन कर रहे हैं तो वह आपसे दो अतिरिक्त पासवर्ड ऑथेंटिकेशन मांगेंगे एक तो विशेष पासवर्ड होगा धन भेजने के लिए और संभव है कि आपको ओटीपी के बारे में भी पूछा जाए आपकी एप्लीकेशन की विकटता और संभावित भेदन को देखते हुए ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया का उपयुक्त तरीके से निर्माण करना होगा सुरक्षा की दृष्टि से कई मुद्दे हैं एप्लीकेशन लेवल पर भी हैं उदाहरण के तौर पर यदि आप विद्यार्थियों की एप्लीकेशंस को देख रहे हैं जहां पर आप यह कहना चाहते हैं कि प्रत्येक स्टूडेंट उसकी स्वयं की ग्रेड देख सकता है परंतु वह दूसरों की ग्रेड नहीं देख सकता है अब आप इसको कैसे बनाएंगे अब दो मुद्दे हैं एक यह कि डेटाबेस इसको निर्मित नहीं कर सकता है या इसे एक्सेस कंट्रोल में ऑथराइजेशन किया जा सके हमें इसका एप्लीकेशन परत पर प्रबंध करना होगा तो आप यहां पर हैं तो यह कह रहा है कि आपने एक व्यू बनाया है जहां पर स्टूडेंट का टेक्स्ट है जहां पर आप कहेंगे कि टेक्स्ट डॉट आईडी कहा जाता है स्वाभाविक तौर से सिस्कॉन टेक्स्ट एक ऑब्जेक्ट है और यूजर आईडी फंक्शन का नाम है यह फंक्शन आपको यूजर आइडेंटिटी के बारे में सूचना देता है और आइडेंटी का मिलान जो आईडेंटिटी टेक्स्ट आईडी में है उससे होना चाहिए जिससे कि परिणाम की गणना हो सके तो इससे यह निश्चित हो सकेगा की कौन है जो वर्तमान उपयोगकर्ता है तो समान दृश्य अलग अलग परिणाम को दिखाएगा यह बहुत अच्छा नहीं है और बहुत आरामदायक स्थिति भी नहीं है क्योंकि ऑथराइजेशन डेटाबेस के स्तर पर नहीं बनाया गया है और यह एप्लीकेशन के स्तर पर बनाया गया है यह इसी प्रकार से है क्योंकि अधिकांश सूक्ष्म स्तर का ऑथराइजेशन आजकल एप्लीकेशन लेवल पर ही किया जाता है एसक्यूएल ऑथराइजेशन के विस्तार में ऐसे सूक्ष्म स्तर के ऑथराइजेशन प्रतिपादित किए गए हैं परंतु उनका निर्माण नहीं हुआ है क्योंकि उनके साथ कई सारे निर्माण संबंधित मुद्दे हैं जैसे कि आप उनको दिखाएं कैसे उनको संभालने योग्य इकाइयों में कैसे बांटे और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इन सब से डेटाबेस के और क्वेरी चलाने की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण रूप से धीमे होने का संशय है प्राय यह एक सर्व प्रधान प्रक्रिया नहीं है सुरक्षा को निश्चित करने का दूसरा तरीका लेखा परीक्षा या ऑडिट ट्रायल में रखती है यहां पर आप सारे कार्य को लिखते हैं जिसमें की अपडेट किसने किया या किसी संवेदनशील डाटा को किसने एक्सेस किया या किसने मिटाया आदि आदि ऑडिट ट्रायल का उपयोग बाद में भी किया जा सकता है अगर आवश्यकता महसूस हो यदि सुरक्षा में सेंध हुई हो और कुछ नुकसान हुआ हो तो उसको ठीक किया जा सके और उसका एक ट्रेस बनाया जा सके ऑडिटिंग एक आवश्यक गतिविधि है किसी भी डाटा आधारित एप्लीकेशन के लिए और ऑडिट ट्रायल के पास एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है जब आप एप्लीकेशन बनाते हैं तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि क्या आप ऑडिट ट्रायल की सहायता लेना चाहते हैं अगर आप ट्रायल उपयोग में लाते हैं तो आपकी एप्लीकेशन थोड़ी धीमी हो जाएगी इसको डिस्क में ट्रायल रखने के लिए ज्यादा जगह चाहिए क्योंकि आप हर ट्रांजैक्शन का सारा विवरण ऑडीट ट्रायल में लोग करेंगे परंतु यह बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि है विकट एप्लीकेशंस के लिए जैसे कि नेट बैंकिंग जहां पर वर्तमान में हर एक ट्रांजैक्शन जो आप करते हैं आपके खाते से उसे ट्रायल में बैंक के पास रखा जाता है यदि बाद में अगर कोई समस्या आती हैं या किसी प्रकार का उल्लंघन पाया जाता है तो उसको वापस से ठीक किया जा सकता है जिसमें की उन कार्यों को ठीक किया जा सकता है इस भाग के अंत में मैं आपको मोबाइल एप्स का परिदृश्य दिखाता हूं वह थोड़ी सी भिन्न है परंतु आज के परिदृश्य में उन पर बात करना बहुत महत्वपूर्ण है यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रकार है जो कि मोबाइल डिवाइस पर चलाने के लिए बनाया गया है इसका यह अर्थ नहीं है कि यह स्मार्टफोन ही होना चाहिए यह एक टेबलेट भी हो सकता है आप जानते हैं छोटा सा डिवाइस जोकि हाथ में रहता है और हाथ में लेकर इधर उधर आया जाया जा सकता है यह विशेष तौर से उन छोटे तार रहित कंप्यूटर डिवाइसेज के लिए है जहां पर इन डिवाइस की मांग को ध्यान में रखकर निर्मित या डिजाइन किया जाता है यह किस प्रकार अलग है यदि में एप्लिकेशन का उपयोग करना चाहता हूं या ऐसी एप्लीकेशन चाहता हूं जो मेरा काम कर सके पर मैं इसका उपयोग मोबाइल ऐप के तौर पर करना चाहता हूं या मैं इसे अपने छोटे तार रहित हैंडहेल्ड डिवाइस में लाना चाहता हूं निश्चित रूप से क्योंकि यह एक छोटा डिवाइस है यहां पर बहुत सारी सीमाएं हैं और यहां पर बहुत सारी मांगे भी है यदि हम इसकी तुलना करें हमारे डेस्कटॉप और लैपटॉप पर चल रहे एक वेब ब्राउज़र से जहां पर हमारे पास बहुत सारे साधन है एक तरफ हमारे पास कुछ सीमाएं हैं तो दूसरी ओर इन डिवाइस पर कुछ ऐसी क्षमताएं हैं जो आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप पर हो सकता है ना हो इसीलिए ऐसा हो सकता है कि आप इन मोबाइल डिवाइस पर और भी ज्यादा रुचिकर एप्लीकेशन बना पाए वास्तविकता में मोबाइल एप्स बहुत रुचिकर हो सकती हैं और मैं मानता हूं आप सब भी सैकड़ों तरह की नहीं तो कम से कम 10 तरह की अलग अलग तरह की मोबाइल एप्लीकेशन उपयोग में लाते होंगे इनमें से कई बैक एंड पर डाटाबेस को उपयोग करती है यहां पर लाल में दिखाए गए कुछ नकारात्मक पहलू है क जोकि सीमित हैं मोबाइल एप्लीकेशन के लिए इनमें से पहला है फॉर्म फैक्टर को प्रभावित करते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन पर सामान्यतया आप एक माउस का रोलर का या फिर कीबोर्ड का उपयोग करते हैं लेकिन यह मोबाइल डिवाइस पर संभव नहीं है आपका नेविगेशन अलग तरीके से हो सकता है प्रस्तुति भी स्वयं में अलग तरीके से हो सकती है क्योंकि आपके पास बहुत छोटा डिस्प्ले क्षेत्रफल है आप एक के बाद एक कई रिस्पांस क्रम में रखते जाएंगे जबकि एक वेब एप्लीकेशन जो डेस्कटॉप पर चल रही हो उसमें आप कई टैब एक साथ खोल सकते हैं या फिर अपने डिस्प्ले पर साथ साथ दिखाएंगे फिर मोबाइल डिवाइसेज के पास सामान्यतया बहुत ही सीमित मात्रा में मेमोरी होती है उनके पास सीमित कंप्यूटिंग क्षमता होती है और सबसे महत्वपूर्ण वह बैटरी पर चलते हैं इसीलिए उनके पास ऊर्जा भी सीमित ही होती है तो आपकी एप्लीकेशन को ऊर्जा अनुकूलित बनाना होगा जो कि सामान्य वेब आधारित एप्लीकेशन में लागू नहीं होता आपके पास एक वायरलेस कनेक्शन है जो आपको सीमित बैंडविथ प्रदान करता है तो जब आप किसी संभावित वेब एप्लीकेशन के सापेक्ष मोबाइल ऐप का निर्माण कर रहे हो तो आपके विचार एकदम अलग होंगे अगर मैं यह कहता हूं एक बैंक जैसे कि एचडीएफसी बैंक जिसके पास नेट बैंकिंग की एप्लीकेशन है जो कि ब्राउज़र में चलती है और उनके पास मोबाइल ऐप भी है जोकि यदि एंड्रॉयड फोन पर चलती है तो उनकी जरूरत है और उनकी निदान करने की प्रक्रिया बहुत बहुत अलग होनी चाहिए इसी समय यदि मैं मोबाइल एप की बात करूं तो मोबाइल डिवाइस में अक्सर ऐसी ऐसी सुविधाएं होती है जो डेस्कटॉप पर नहीं पाई जाती उदाहरण के तौर पर आपके पास कई सारी सेंस को इनपुट देते हैं वहीं पर आपके पास छूने वाली स्क्रीन है जो आपको कई प्रकार की संकेत आधारित नेविगेशन प्रदान करता है जो कि सामान्यतया डेस्कटॉप और अधिकांश लैपटॉप में संभव नहीं है यह कहने के बाद स्वाभाविक तौर पर दो मुद्दे मोबाइल ऐप के बारे में भी हैं जब हम मोबाइल ऐप के बारे में बात करते हैं अब तक हम अकेली मोबाइल एप्स के बारे में बात कर रहे थे पर अपने पास मोबाइल ऐप निर्माण करने के और भी तरीके हैं उदाहरण के तौर पर हम सामान्य वेब आधारित एप्लीकेशन बना सकते हैं परंतु हम एक ऐसी वेबसाइट भी उपयोग में ले सकते हैं जो विशेष तौर पर मोबाइल डिवाइस को ध्यान में रखकर ही बनाई गई हो जब यह पेजेस भेजती हैं तो वह आकार में छोटे होते है और अलग दिखते हैं आदि आदि इसके विपरीत मोबाइल ऐप वास्तविकता में एप्लीकेशंस होती हैं जो डाउनलोड की गई हैं और सिस्टम पर चलती हैं तो यह अलग अलग तरह की संभावनाएं हैं यद्यपि मोबाइल वेबसाइट भी लोकप्रिय हो रही है परंतु निश्चित रूप से मोबाइल एप बहुत ही सामान्य है और अधिकतम डेटाबेस आधारित विकट एप्लीकेशंस मैं इनका उपयोग होता है यह एक मोबाइल ऐप की नमूना संरचना है इसे आप यहां पर वापस देख सकते हैं इसमें आपके पास तीन परत वाला प्रेजेंटेशन व्यावसायिक एवं डाटा है एकमात्र अंतर अब यह है क्योंकि आपके पास एक डिवाइस है जिससे आप कहीं भी जा सकते हैं और आपके पास संचार का माध्यम या कनेक्टिविटी रहता है यहां पर आपको कनेक्टिविटी दिखाई देती है यह डिवाइस का पक्ष है और यह शुद्ध बैकऐंड है जो आपके सेवा प्रदाता की तरफ है हो सकता है कि आपकी कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो आप सारी परतो को बनाने की कोशिश करते हैं इसमें प्रेजेंटेशन व्यावसायिक और डाटा परत मोबाइल फोन पर ही रहती हैं पर स्वाभाविक तौर से सारा डाटा आपके मोबाइल फोन पर नहीं होगा जैसे कि आप अपने मेल चेक कर रहे हैं जीमेल पर तो सारा जीमेल का डाटा आपके पास नहीं होगा तो क्या करते हैं की एक कनेक्शन का यूज करके आप सुदूर डेटाबेस सर्विस से जुड़ते हैं परंतु प्राथमिक रूप से इन परतो का अधिकांश हिस्सा प्रेजेंटेशन व्यवसाय और डाटा का छोटा सा भाग सारा फोन पर ही होता है या मोबाइल डिवाइस के भीतर ही होता है डाटा परत इस संदर्भ में बंटी हुई है जोकि आपकी वेब आधारित एप्लीकेशन से बहुत भिन्न है विशेष तौर से इसमें जरूरत के हिसाब से बदलाव की आवश्यकता हो सकती है जोकि प्लेटफॉर्म आधारित हो यहां आप एंड्रॉयड का उपयोग कर रहे हैं क्या आईओएस या विंडोस का उपयोग कर रहे हैं आप जानते हैं कि कई प्रकार की मोबाइल एप्स है पर इन एप्स का एक बहुत बड़ा वर्ग जो कि नेटिव एप्लीकेशन के नाम से जाना जाता है जहां पर एप्स पूरी तरह से प्लेटफॉर्म की नेटिव लैंग्वेज में ही लिखी जाती है यदि आप आईओएस मोबाइल ऐप के नाम से जाना जाता है जो की पूरी तरह से ब्राउज़र के भीतर चलती हैं जैसे कि जावास्क्रिप्ट काम करती है यह एचटीएमएल आधारित इंटरफ़ेसेज और स्टाइल शेड्स देती हैं और यह अलग अलग प्रकार की वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे की रूबी ऑन रेल्स जावास्क्रिप्ट पीएचपी आदि आदि निश्चित तौर पर तीसरा प्रकार है जहां पर आप नेटिव और वेब एप्लीकेशंस की विशेषताओं को जोड़ते हैं आप जानते हैं और बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि अगर आपकी एप्लीकेशन एक नेटिव एप्लीकेशन है तो यह वहनीय या पोर्टेबल नहीं होगी जैसे कि यह एक आईओएस एप्लीकेशन नहीं है और यह एंड्रॉयड पर नहीं चलेगी आदि आदि यदि यह एक वेब ऐप है तो यह पोर्टेबल होगी क्योंकि यह अलग अलग फोन टेबलेट और कंप्यूटर पर पोर्टेबल है क्योंकि आप जेनेरिक तकनीक का उपयोग कर रहे हैं तो आप एक मिश्रित ऐप भी बना सकते हैं जहां पर आपके पास कुछ अतिरिक्त या उभयनिष्ठ कोड हो जिसका उपयोग अनन्य प्लेटफार्म पर किया जा सके और नेटिव सिस्टम की कुछ अतिरिक्त क्षमताएं जोड़ी जा सके तो यह मोबाइल एप्स के प्रकार हैं आप इन एप्स को बना रहे होंगे और यहां पर कई मुद्दे हैं जो आपको बनाते वक्त ध्यान में रखने हैं जैसे कि आपको सर्वप्रथम डिवाइस का निर्धारण करना है फिर आपको विशेष ध्यान जो साधन उपलब्ध हैं उनके बारे में रखना है फिर आपके डिवाइस पर मेमोरी ऊर्जा गति के रूप में क्या क्या होगा आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि क्या बैंडविथ होगी यह 2G 3G 4G या फिर वायरलेस या लेन या किस तरह के कनेक्शन आप अपेक्षित रखेंगे संरचना की विभिन्न परतों का निर्धारण करिए डिवाइस के चुनाव के साथ तकनीक के चुनाव के लिए और फिर अन्य मुद्दों को परिभाषित करिए जैसे कि यूजर इंटरफेस नेवीगेशन और वर्कफ्लो को निरंतर रखिए तो यह विभिन्न प्रकार की बाते हैं जिनमें मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा और आपको इसका परिदृश्य दिखाना चाहूंगा कि आज के समय में जब आप डाटाबेस एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो यह बहुत ही वास्तविक बात है कि आप उनको मोबाइल ऐप के तौर पर बनाएंगे इस प्रकार से इस मॉड्यूल के सार के रूप में हमने डेटाबेस एप्लीकेशन आर्किटेक्चर को समझा फिर हमने त्वरित डेवलपमेंट के चरणों को समझा फिर हमने एप्लीकेशन की प्रदर्शन सुरक्षा के ऊपर परिचर्चा की और उनको कैसे पाया जाए डेटाबेस एप्लीकेशंस के लिए मोबाइल ऐप्स में क्या तरह तरह की विशेषताएं हैं